आपका स्वागत है मेट्रोलॉजी और माप के पाठ्यक्रम में तो आज हम मापा प्रणाली के अनु प्रयोग को देखेंगे माप के हर अनु प्रयोग को जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है इन तीन श्रेणियों में से एक में रखा जा सकता है 1 प्रक्रिया और संचालन की निगरानी करना 2 प्रक्रिया और संचालन के नियंत्रण और 3 प्रयोगात्मक इंजीनियरिंग विश्लेषण तो इन तीनों के भीतर ही इन सभी मापा प्रणाली को इसका अनुप्रयोग मिल जाता है एक प्रक्रिया और संचालन की निगरानी क्या है यहाँ पर मापित उपकरण का उपयोग कुछ मात्राओं की निगरानी के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आप तापमान वर्षा और आर्द्रता की निगरानी करते रहते हैं तो यहां कुछ मात्रा का ट्रैक रखने के लिए मापने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है मापने के उपकरण के कुछ अनुप्रयोगों की अनिवार्य रूप से एक मॉनिटरिंग फ़ंक्शन के रूप में विशेषता हो सकती है यह तापमान बैरोमीटर का दबाव पानी गैस बिजली का मीटर ऑटोमोटिव स्पीडोमीटर ईंधन गेज और कम्पास हो सकता है तो इन सभी चीजों का उपयोग प्रक्रिया और संचालन की निगरानी के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए यहाँ यह निगरानी कर रहा है मैं आपसे ईंधन के बारे में बात कर रहा था आज आप देख सकते हैं कि सुंदर चीजें आ गई हैं इसलिए यहां देखें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या स्तर निश्चित राशि से कम है तो यह आपको एक लाल चेतावनी देता है और फिर कहता है कि यह खाली ठीक है यहाँ यह कहते हैं कि यह काला है और सुरक्षित है और ये E और F क्या हैं इसलिए जब तक आप केंद्र छवि नहीं डालते हैं तब तक ये E और F कोई मतलब नहीं रखते हैं तो जिस पल आपकी केंद्र छवि बनी है तो प्रतीक को देखकर लोग इसे समझते हैं और यह एक पेट्रोल पंप की तरह दिखता हैं तो पूरा उपकरण वाहन में मौजूद ईंधन के स्तर का संकेत दे रहा है और यह क्या करता है यह केवल इस बात की निगरानी करता है कि यह कितने समय के लिए डूब रहा है आज दिलचस्प रूप से आपके पास डिजिटल डिस्प्ले भी हैं और ईंधन की खपत में कमी से और इसकी माप की गई दूरी इसे प्रति लीटर या जो कुछ भी है वह माइलेज प्रदर्शित करने की कोशिश करती है हर ग्रेजुएशन यह बताने की कोशिश करता है कि उसने क्या यात्रा की है और 1 लीटर में वाहन ने कितनी दूरी तय की है में बदलने की कोशिश करता है तो यह प्रक्रिया या ऑटोमोबाइल के बारे में बात करने की कोशिश करेगा जब आप प्रक्रियाओं और संचालन के नियंत्रण की दूसरी श्रेणी में डालते हैं तो यह माप अनुप्रयोगों के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है यहाँ सेंसर का उपयोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो आप कैसे और कब नियंत्रित करते हैं आपके पास एक प्रयोग चल रहा है आप सेंसर का उपयोग करके मापते हैं आप मापते हैं कि क्या चल रहा है ये मेजरिंग सिस्टम हैं आउटपुट प्राप्त करते हैं और फिर वापस आते हैं और प्रयोग को सही करते हैं ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट प्राप्त हो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में सेंसर का उपयोग किया जाता है और कई माप प्रणाली स्वयं अपने ऑपरेशन में फीडबैक सिद्धांतों का उपयोग करती हैं फीडबैक सिस्टम में सेंसर का उपयोग किया जाता है और फीडबैक सिस्टम का उपयोग सेंसर में किया जाता है तो दोनों का उपयोग किया जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु तो एक उपकरण नियंत्रण प्रणाली के एक घटक के रूप में काम कर सकता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में किसी भी चर को नियंत्रित करने के लिए पहले इसे मापना आवश्यक है फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में आपके पास कम से कम एक मापने वाला उपकरण एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होगा तब सिगनल कंट्रोल सिस्टम को कई मापने वाले उपकरणों से जानकारी की आवश्यकता हो सकती है तो औद्योगिक मशीनों और प्रक्रिया नियंत्रण सीमेंट उद्योग गन्ना उद्योग चीनी उद्योग विमान नियंत्रण प्रणालियों में उपयोगी है यहाँ भी एक विमान के चारों ओर कई प्रणालियाँ हैं वे सभी स्थितियों को देखते हैं और फिर वे आउटपुट प्राप्त करने के लिए सिस्टम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं मोटर वाहन नियंत्रण प्रणाली ये सभी चीजें आज उपलब्ध हैं इसलिए जब हम ऑटोमोबाइल के संदर्भ में विभिन्न नियंत्रण प्रक्रिया और संचालन के बारे में बात करते हैं आप हेडलाइट रेंज चेसिस लेवल सेंसर मोटर पोजीशन सेंसर डिफरेंशियल नॉन कांटेक्ट एंगुलर सेंसर स्टीयरिंग के लिए कॉम्बो सेंसर थ्रोटल पोजिशन फॉर फ्यूल फ्लोर एचवीएसी सेंसर फिर स्टीयरिंग सेंसर फिर फ्यूल लेवल सेंसर व्हील स्पीड मॉनिटरिंग मिरर सेंसर एक्सेलेरेशन पेडल और ट्रांसमिशन सिस्टम देख सकते हैं आज क्या हो गया है इन सभी सेंसर को एक ऑटोमोबाइल के अंदर रखा गया है और फिर ये सेंसर पहले आवश्यक मात्रा को मापते हैं और फिर वे जो करते हैं वह सबसे अच्छा लाभ या आरामदायक सवारी पाने के लिए कुछ मात्रा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो यहाँ यह प्रक्रिया और संचालन का नियंत्रण है इसलिए यदि आप प्रक्रियाओं और ऑटोमेशन के नियंत्रण के बारे में थोड़ा और बात करना चाहते हैं तो मुझे एक योजनाबद्ध आरेख बनाने दें तो हमारे पास यह रेफरेंस सिगनल इनपुट है और फिर हमारे पास एक कंट्रोल एल्गोरिथ्म है फिर हमारे पास एक एक्ट्यूएटर है फिर हमारे पास एक प्लांट है और यह आउटपुट देगा सही है तो यह फीडबैक सिग्नल होने वाला है और इसलिए यह एक कंट्रोल सिस्टम है ठीक है और यहां एक फीडबैक सिस्टम है यदि आप प्रक्रिया का नियंत्रण देखते हैं तो यह है कि यह कैसा है संदर्भ इनपुट दिया गया है तो यहाँ एरर सिग्नल है जो उत्पन्न होता है और फिर इसे कंट्रोल एल्गोरिथ्म में ले जाया जाता है कंट्रोल एल्गोरिथ्म संशोधन करता है या समझता है कि यह क्या है और फिर यह कार्य करता है एक्चुएटर क्या है एक्चुएटर केवल कुछ चर या मापदंडों का एक परिवर्तन है जो इसमें शामिल है इसलिए एक एक्चुएटर आता है तो ये एक्ट्यूएटर्स कंट्रोल एल्गोरिथ्म से गुजरने के बाद काम करते हैं इसके बाद प्लांट को इसकी जानकारी दी जाती है और प्लांट कंट्रोल एल्गोरिदम के एरर सिग्नल के अनुसार काम करना शुरू कर देता है जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह काम करता है और फिर यह एक आउटपुट तैयार करता है अब जो हम देखते हैं वह है हम आउटपुट लेते हैं और फिर हम इसे एक फीडबैक सिग्नल के रूप में लेते हैं जो इसे सेंसर को देते हैं और फिर इस सेंसर को यह समझने के लिए कहता है कि क्या चल रहा है और फिर एरर सिग्नल दिया जाता है यदि आप इसे अपरिष्कृत शब्दों में रखना चाहते हैं तो आपके पास एक एरर सिग्नल है एक प्रक्रिया है जो चल रही है फिर आउटपुट लिया जाता है और इस आउटपुट को वापस लाया जाता है और फिर इसकी तुलना की जाती है फिर एरर सिग्नल दिया जाता है तो तदनुसार प्रक्रिया की निगरानी की जाती है तो आउटपुट पैरामीटर आउटपुट एक शाफ्ट भी हो सकता है जो मशीन से तैयार किया जाता है जो एक ब्रेड है जो बेकरी माइक्रोवेव ओवन से निकल रहा है पिज्जा एक ओवन से बाहर आ रहा है यह वहां हो सकता है या एक फिंगर चिप्स बाहर आ रहा है तो सभी संसाधित हैं इसलिए प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आउटपुट आता है अब आउटपुट को मापा जाता है और फिर यदि तुरंत किए जाने वाले सुधार हैं तो यह आउटपुट को भेजता है जो कुछ भी है यह आउटपुट को मापता है और इसे वापस देता है और फिर कंपैरेटर में यह मान की जांच करता है फिर एरर सिग्नल सुधार किए जाते हैं तो यह जारी रहता है तो यह आम तौर पर मापा मूल्य प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने में एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस दो सामान्य तरीके उपलब्ध है सैद्धांतिक और प्रायोगिक कई समस्याओं के लिए दोनों तरीकों और सिद्धांत के आवेदन की आवश्यकता होती है और प्रयोग को एक दूसरे के लिए प्रशंसात्मक माना जाना चाहिए हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह इंजीनियरिंग विश्लेषण में हम सिद्धांत करते हैं सिद्धांत है कि हम गणितीय रूप से समस्या का समाधान करते हैं और गणितीय रूप से हम समस्या को हल करते हैं या हम सिमुलेशन करते हैं और प्रक्रिया को पूरी तरह से समझते हैं प्रक्रिया को समझने के बाद हमने जो कुछ भी समझा है हम उसे प्रयोगों में निष्पादित करते हैं और देखें कि क्या यह आ रहा है तो यहां यह एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस है जहां एक मापने की प्रणाली का अनु प्रयोग बड़े पैमाने पर आता है तो एक सैद्धांतिक विधि की विशेषताएँ क्या हैं यह अक्सर परिणाम देता है जो एक प्रतिबंधित आवेदन के बजाय सामान्य उपयोग के होते हैं यह देता है उदाहरण के लिए आपके पास एक खराद मशीन में स्पीड फ़ीड डेप्थ आफ कट है जिसे हम जानते हैं कि फ़ीड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बाद डेप्थ आफ कट हो सकती है फिर कटिंग स्पीड हो सकती है तो यह संबंध ज्ञात है मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं यह संबंध ज्ञात है तो व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का परिमाण टूल वर्क पीस इंटरैक्शन पर निर्भर करता है सही है इसलिए सामान्य उपयोग सिद्धांत द्वारा दिया जाता है लेकिन जब मैं सामान्य उपयोग लेने की कोशिश करता हूं और इसे अपनी आवश्यकताओं के लिए झटकने की कोशिश करता हूं तो यह अनुकूलन हो रहा है तो सैद्धांतिक पद्धति की विशेषता एक सामान्य समझ है इसलिए उदाहरण के लिए एक खराद मशीन में तो अब आप यह कर सकते हैं सैद्धांतिक भी सूत्रों के साथ बाहर आ सकता है और यह पहला बड़ा प्रभाव है यह दूसरा है और यह तीसरा है तो यह सामान्य दिया गया है लेकिन का क्या मान है f का क्या मान है और d का क्या मूल्य है इस तरह का चयन करना है कि आपको बेहतर मिल जाए लेकिन प्रयोगों के लिए आना चाहिए निरपवाद रूप से सरलीकृत मान्यताओं के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है देखें विनिर्माण में केवल तीन पैरामीटर हैं वे प्रेशर टाइम और टेंपरेचर ये तीन पैरामीटर हैं तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां केवल एक ही शामिल है ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां दो चीजें दो प्रक्रिया चर शामिल हैं वहां हैं जहां सभी तीन शामिल हैं जब एक से अधिक वेरिएबल शामिल होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि व्यक्तिगत पैरामीटर का महत्व क्या है अगर हम सटीक महत्व जानते हैं तो हम जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग मॉडलिंग कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया की मॉडलिंग कर सकते हैं लेकिन यह बहुत मुश्किल स्थिति है इसलिए जो हम आम तौर पर करते हैं वह है कि हम बहुत सारी धारणाएँ बनाते हैं तो यह धारणा मॉडल को सामान्य बनाने की कोशिश करती है इसलिए जब हम मॉडल को सामान्य करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है सैद्धांतिक रूप से अनुमानित व्यवहार हमेशा वास्तविक समय से अलग होता है तो आम तौर पर मान लीजिए कि आप मैटेरियल रिमूवल रेट MRR को हटाने की कोशिश करते हैं यह सैद्धांतिक प्रतिक्रिया होगी कि उनकी प्रयोगात्मक प्रतिक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है यह प्रयोगात्मक रूप से प्रतिक्रिया हो सकती है यह सिद्धांत हो सकता है क्यों सिद्धांत लगभग एक सीधी रेखा है क्योंकि आपने धारणा बना ली है और मॉडल इस तरह से बनाया गया है जैसे कि यह आपको हमेशा सैद्धांतिक की ओर ले जाता है इसलिए जब हम रियल टाइम एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो हमेशा एक त्रुटि होती है सैद्धांतिक उत्पादन व्यवहार हमेशा वास्तविक समय के व्यवहार से अलग होता है क्योंकि सरलीकृत भौतिक गणितीय मॉडल सरल होते हैं क्योंकि कई बार मॉडल को सरल बनाने और कुछ निर्माण प्रक्रिया के काम करने के लिए हमने चर संबंधों को रैखिक के रूप में लेने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल फिजिकल सिस्टम के बजाय इसका अध्ययन किया जाता है कुछ मामलों में यह जटिल गणितीय समस्याओं को जन्म दे सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम एक लेजर सिमुलेशन लेजर वेल्डिंग या लेजर छेद बनाना चाहते हैं तो समान प्रक्रिया सिमुलेशन बनाना यह बेहद मुश्किल है क्योंकि आप ऊष्मा लेने वाले हैं आप मानते हैं कि पहले ऊष्मा है आप भौतिक विशेषता लेने वाले हैं और आपको इसके लिए समय पर निर्भर चर भी लेना चाहिए यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है तो कुछ मामलों में यह जटिल गणितीय मॉडलिंग को जन्म दे सकता है कभी कभी इसके लिए केवल कलम पेंसिल कंप्यूटर आदि की आवश्यकता होती है लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह व्यापक सुविधाओं के लिए आवश्यक नहीं है इसलिए मॉडलिंग और असेंबली के निर्माण में संलग्न होने में कोई टाइम डिले नहीं है इसलिए जब हम प्रायोगिक मॉडलिंग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो यह अक्सर परिणाम देता है जो केवल एक विशिष्ट प्रणाली पर लागू होता है जो मैंने कहा था यदि आपको याद हो पिछले व्याख्यान में कि आप विशिष्ट प्रणाली के परीक्षण के लिए एमपीरीकल मॉडलिंग करते हैं हालांकि तकनीक डाइमेंशनल एनालिसिस हो सकती है जो कुछ सामान्यीकरण की अनुमति दे सकती है इसलिए लेकिन यहाँ प्रयोगों में क्या होता है इसका वास्तविक व्यवहार महसूस होता है एक्यूरेट मेजरमेंट माप एक सही तस्वीर देने के लिए आवश्यक है यह प्रयोग हमेशा महँगा होता है और डिवाइस जिसे आप चाहते हैं वह प्रकृति में जटिल है इसलिए इसके निर्माण और डिज़ाइन को अंतिम रूप देने से पहले उस उपकरण को डीबग करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है तो यहां एक उपकरण है जो यहां है एक शाफ्ट है जो एक कैम शाफ्ट है आप देख सकते हैं ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यह एक कैम शाफ्ट है जिसमें शायद 8 कैम हैं कैम हमेशा टाइमर के लिए दिया जाता है यह कुछ ऐसा होता है जैसे टाइमर समय पर तरल पदार्थ को छोड़ता है या जो कुछ भी ऐसा है वह वहां है तो यहां यह सभी कैम आपके शाफ्ट से जुड़े हैं या यह शाफ्ट का एक अभिन्न अंग है तो अब आपका क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यह हाउसिंग या किसी स्थान के संपर्क में होगा तो हम इस के व्यक्तिगत मूल्यों को मापने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है यह एक सीएमएम मशीन को ऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर किया जाता है और यहां एक स्टाइलस है स्टाइलस इसके संपर्क में आता है इसलिए हम किसी भी मूल्य का किसी भी समय पर एक डिजिटल प्रदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो सामान्यीकृत मापा प्रणाली के तत्वों को विशिष्ट हार्ड वेयर की पुनरावृत्ति के बिना सामान्यीकृत तरीके से मापने वाले उपकरण और संबंधित उपकरणों के संचालन और प्रदर्शन दोनों का वर्णन करना वांछनीय है इसलिए जब हम यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं जब भी हम एक मापने की प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यकताएं देने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सामान्य होने की कोशिश करनी चाहिए तो दोनों ऑपरेशन का वर्णन करना वांछनीय है इसका मतलब यह है कि कहने के बजाय कृपया मुझे वह x इंस्ट्रूमेंट दें आप कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है यहाँ एक हिस्सा है जो निर्मित किया गया है और यह इन ऑपरेशनों से गुजरता है और प्रदर्शन के मामले में इस हिस्से की महत्वपूर्णता है इसके लिए मैं डिजाइन करना चाहूंगा या मैं चाहूंगा कि मुझे एक उपकरण की आवश्यकता होगी तो यह बहुत स्पष्ट रूप से विरोधी व्यक्ति या अगले व्यक्ति का वर्णन करता है कि यह कहने के बजाय कि कौन सा उपकरण मुझे लेना है वास्तव में कहता है कृपया मुझे वह दे दीजिए इसलिए इन दोनों ऑपरेशन का वर्णन करना वांछनीय है कि निर्माण और प्रदर्शन या माप उपकरण और संबंधित उपकरण एक सामान्यीकृत तरीके से एक विशिष्ट के बजाय यहां हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें किसी उपकरण या उपकरण प्रणाली के कार्यात्मक तत्वों के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है तो वे कहते हैं कि एक उपकरण है जिसे इस माप को करना है हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि आकृति आकार कैसा होना चाहिए यह कैसा दिखता है या उन चीजों को हमें कहना है कि सिस्टम में क्या कार्य होने चाहिए और क्या वहाँ होना चाहिए आपको उन कार्यों की आवश्यकता है जिन्हें इसे मापना चाहिए इस कार्य और विभिन्न भौतिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न भौतिक उपकरण उपलब्ध हैं हम उपकरणों के नए संयोजन को संश्लेषित करने की हमारी क्षमता विकसित करते हैं उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि एक डायल गेज की आवश्यकता है या आप कहते हैं कि यहां एक घटक है जिसे मापने के लिए ऐसा कुछ है इसलिए मैं जो करुंगा वह यह है कि मैं इन खांचो के सभी आंतरिक को नहीं माप सकता तो मैं क्या करुंगा मैं कहने की कोशिश करूँगा कि कृपया मुझे एक वर्नियर दें कृपया मुझे एक उपकरण दें जहाँ वह त्रिज्या को माप सके इसलिए यहां मैं जो कर रहा हूं मैं विभिन्न कार्यों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं इन कार्यों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूं आवश्यकता के लिए अपने स्वयं के डिवाइस को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए जब हम सामान्यीकृत मापन प्रणालियों के तत्वों के बारे में बात करते हैं तो यह इस तरह होगा आपके पास माप की मात्रा होगी तो आपके पास प्राइमरी सेनसिंग एलिमेंट होगा उसे मापिए और फिर हमारे पास जो है वह होगा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट उसके बाद हम एलिमेंट पर वेरिएबल मैनिपुलेशन लाने की कोशिश करेंगे उसके बाद हमारे पास डेटा एक्विजिशन या एक डेटा ट्रांसमिशन होगा सही है और फिर हम जो करते हैं वह डेटा प्रेजेंटेशन सिस्टम है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो ये विभिन्न तत्व हैं जो जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम में मौजूद हैं तो पहले हमारे पास एक मापने की मात्रा होगी तो हमारे पास मापने के लिए एक प्राइमरी सेंसर होगा और फिर यह प्राइमरी सेंसर एलिमेंट जो कुछ भी है उसे एक वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में भेजा जाता है इसलिए हम कुछ प्राइमरी डेटा को सेकेंड्री डेटा में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे फिर हम क्या करते हैं हम उन रुपांतरण डेटा चर मैनिपुलेशन को लेने की कोशिश करते हैं जो हम करने की कोशिश करते हैं वह है डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है यह डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम डेटा स्टोरेज के लिए संचार करता है और फिर यह सिग्नल आगे डेटा प्रेजेंटेशन सिस्टम को भेजा जाता है यह डेटा स्टोरेज में जाए बिना सीधे प्रेजेंटेशन में आ सकता है या स्टोर में जा सकता है तो इसका मतलब है यह कहने के लिए कि मैं एक डेटा को माप रहा हूं फिर मैं डेटा को बदलने की कोशिश कर रहा हूं और फिर तत्वों के लिए मैनिपुलेशन विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं अंतिम डेटा को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूं और उस डेटा को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं और वह डेटा सीधे प्रेजेंटेशन सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो प्राइमरी तत्व क्या हैं ये ऐसे तत्व हैं जो पहले मापा मीडिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और मापा मात्रा के कुछ तरीके के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करते हैं आउटपुट कुछ भौतिक चर हो सकते हैं उदाहरण के लिए यह डिस्प्लेसमेंट और वोल्टेज हो सकता है एक उपकरण हमेशा मापा मीडिया से कुछ ऊर्जा निकालता है मापित कला हमेशा मेजरड क्वांटिटी से व्याकुल होती है जो सैद्धांतिक रूप से एक सटीक माप को असंभव बना देती है अच्छे उपकरणों को लोड प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है उदाहरण के लिए यह एक प्राइमरी डिवाइस है यह एक प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस है ठीक है तो यहाँ एक फिटिंग है तो यहाँ एक कनेक्टिंग हेड है यह हो सकता है यह एक प्रोटेक्टिंग ट्यूब पर है उसके बाद सेंसिंग यह एक LVDT हो सकता है या यह एक सेंसर हो सकता है जो गैस की कटौती के लिए उपयोग किया जाता है जो भी है यह सही है इसलिए यदि आप यहां उसे देखते हैं तो यह कनेक्टिंग हेड है कनेक्टिंग हेड से फिटिंग तक तो यहाँ यह एक है जब तक यह एक स्वतंत्र होगा और यह एक हिस्सा होगा भाग I और यह भाग II होगा और यहाँ सेंसटिविटी के आधार पर इन उपकरणों को बदला जा सकता है उदाहरण के लिए प्रोटेक्टिंग ट्यूब को सेंसिंग एलिमेंट में बदल दिया जा सकता है जो कुछ भी है वह इसे बदला जा सकता है ताकि हम डेटा को और अधिक सटीक बनाने की कोशिश करें वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट इसलिए मैं एक व्यक्तिगत ब्लॉक आरेख लेने की कोशिश कर रहा हूं और प्राइमरी वेरिएबल बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं विभिन्न ब्लॉक आरेखों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के आउटपुट सिग्नल को एक और अधिक उपयुक्त चर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए केवल डिस्प्लेसमेंट लेने की कोशिश करने के बजाय मैं इसे एक वोल्टेज मापदंड में बदलने की कोशिश करुंगा मूल रूप में सूचना सामग्री को संरक्षित करने के लिए इसका एक कार्य भी है तो यह हमेशा उस डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है जिसे आप हमेशा वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित करते हैं ताकि इस वोल्टेज का उपयोग अन्य मापों के लिए किया जा सके इसलिए वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट यदि आप देखते हैं कि ये प्रेशर इनपुट हैं और आप कह सकते हैं कि यह सहायक ट्यूब है जो एक कॉइल्ड स्प्रिंग है यह जब यह धक्का देने की कोशिश करता है तो सूचक हिलने की कोशिश करेगा तो इस डिस्प्लेसमेंट को इस गति में परिवर्तित किया जाता है इसलिए फिर डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट अगर मापी गई मात्रा के बारे में जानकारी कंप्यूटराइज्ड की जानी है या इसे कहीं स्टोर किया जाना है तो यह मानवीय अर्थ के लिए हमेशा है फिर यह मानव को निगरानी नियंत्रण और विश्लेषण प्रक्रिया के लिए संचारित की जाती है इसे अनुवाद कार्य करने वाले तत्व द्वारा पहचानने योग्य के रूप में रखा जाना चाहिए तो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट डेटा को अंदर बदलने की कोशिश करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि यह क्या है तो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट एक सीआरओ की तरह हो सकता है जो उदाहरण के लिए है आपके पास एक सर्किट एक बिजली की आपूर्ति थी तो बिजली की आपूर्ति थी और फिर यह एक मशीन से जुड़ी है इसलिए बिजली की आपूर्ति ने मशीन के वोल्टेज को कुछ डेटा दिया जो उसने दिया तो वोल्टेज और करंट सिग्नल दिए गए हैं तो अब मैं क्या करता हूं मैं इस चीज मशीन से उसी वोल्टेज को मापने की कोशिश करता हूं कि और फिर I मैं वोल्टेज और करंट पैरामीटर लोड का पता लगाने के लिए कि क्या है या प्रतिरोधक जो विकसित हो रहा है तो फिर यह संकेत मैं इसे एक ओस्सिलोस्कोप सीआरओ से जोड़ना चाहता था और डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं कि डाटा प्रेजेंटेशन जो सीआरओ में हो रही है तो यह एक है इसे एक टीवी कहा जा सकता है या यह एक सीआरओ हो सकता है जिसका उपयोग डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए किया जाता है इसलिए प्राइमरी इसलिए पहले हमने प्राइमरी को देखा फिर हमने देखा प्राइमरी एलिमेंट सिस्टम फिर वेरिएबल कन्वर्जन सिस्टम मैंने एक उदाहरण दिया फिर डाटा प्रेजेंटेशन सीआरओ में होती है इसलिए इस व्याख्यान में हमने क्या देखा हमने विभिन्न प्रकार के उपकरणों को देखा फिर माप में उपकरणों की भूमिका फिर माप के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग क्या हैं और जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम के विभिन्न तत्व क्या हैं तो छात्रों के लिए कार्य तो हम दो कार्य लेते हैं पहला कार्य हमें एक स्पीडोमीटर लेना है स्पीडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग उस गति को मापने के लिए किया जाता है या हम इसे ओडोमीटर के रूप में कह सकते हैं जिसका उपयोग बाइक में किया जाता है तो मूल रूप से आपके पास एक पहिया होगा जो किसी आरपीएम पर घूमता है यह किसी आरपीएम पर घूमता है और यह डेटा उस स्क्रीन पर परिवर्तित हो रहा है जिस पर आप किलोमीटर देखेंगे और फिर यह एक माइलेज दिखाने वाले डिवाइस या माइलेज डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो यहाँ फिर से यह एक डेटा है तो अब मैं आप लोगों को क्या देखना चाहता हूं कि आरपीएम के डेटा को आखिरकार एक माइलेज डेटा में कैसे बदला जाता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि हम दूरी के बारे में बात करते हैं तो एक एकल मापा डेटा को कुछ अन्य डेटा रूप में परिवर्तित किया जाता है और इस डेटा का उपयोग माइलेज का पता लगाने के लिए किया जाता है और यहां आपको ईंधन की खपत के इनपुट की भी आवश्यकता होती है तो यहां आपके पास एक उपकरण है जो ईंधन संकेतक दिखा रहा है ठीक है तो इस डेटा को भी इसके साथ जोड़ा जाना है और आपको डेटा मिल जाएगा और यहां कृपया यह समझ लें कि क्या यह आयतन के लिए देखता है क्या यह दूरी के लिए देखता है जिसे हम टैंक की ऊंचाई कहते थे कैसे यह ईंधन संकेतक ईंधन के स्तर को मापता है तो कृपया समझने की कोशिश करें और अब आप अलग अलग डेटा बिंदुओं को देखते हैं आपको अलग अलग माप मिलते हैं इसलिए अलग अलग भौतिक मापदंडों को मापने के लिए आपके पास अलग अलग माप उपकरण हैं इन उपकरणों की अलग अलग इकाइयाँ होंगी और वे एकल करते हैं या जो प्राइमरी या सेकेंड्री डाटा आइटम लिया जाता है और फिर इसे संसाधित किया जाता है और फिर आप देख सकते हैं कि कई सेंसर भी लिंक हो रहे हैं अगली बात जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वह कृपया एक चिकित्सा उपकरण को देखें बायोमेडिकल डिवाइस को देखें जिसमें आप एक ओस्सिलोस्कोप में देख सकते हैं या एक मॉनिटर में आपको जो डेटा दिख रहा है वह एक तापमान डेटा हो सकता है यह ऑक्सीजन सामग्री डेटा हो सकता है यह जो कुछ भी है यह आपका ईसीजी डेटा हो सकता है जो कुछ भी आप इसे देख रहे हैं तो ये कैसे देखा जाता है कि आपके पास एक मानव शरीर है यहां से आपके पास अलग अलग सेंसर हैं ये सभी सेंसर पूर्व संसाधित या संसाधित हैं और फिर आपको डेटा प्रदर्शित किया जाता है और यह डेटा आप पढ़ सकते हैं और साथ ही रोगी को समझने रोगी का इतिहास जानने के लिए इस डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस वास्तविक समय अनुप्रयोग को देखने का प्रयास करें तो यहाँ आप देखेंगे कि रोगी को कई सेंसरों के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है और जो भी डेटा है वह प्रदर्शित हो रहा है और फिर यह डेटा रिकॉर्ड किया गया है और जब आवश्यक हो तब इसे पुनः प्राप्त किया जाएगा कृपया इन दो उदाहरणों को देखने की कोशिश करें कि मैंने यहां क्या दिया है कि माप कैसे महत्वपूर्ण हैं प्रसंस्करण के लिए एक अलग डेटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न माप सेंसर कैसे शामिल हैं इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान का अंत करेंगे